सभी को नमस्कार मैं गिरीश कुमार IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हूं और NPTEL के माध्यम से इस पाठ्यक्रम का संचालन करने जा रहा हूं पाठ्यक्रम का शीर्षक माइक्रोवेव थेओरी और टेक्नोलॉजी है बस अपने बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं 1991 से IIT बॉम्बे में हूं और मैं मुख्य रूप से एंटेना और माइक्रोवेव सर्किट कोर्स सिखा रहा हूं इसलिए यह माइक्रोवेव थेओरी और टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम जो मैं पिछले 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो इस कोर्स में मेरी मदद करने के लिए 3 सहायक शिक्षक होंगे वे सभी आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी के छात्र हैं और उनके नाम रिंकी राजबाला और विनय हैं वे इस विशेष पाठ्यक्रम में कुछ लेक्चर्स लेंगे तो हम पाठ्यक्रम की औपचारिक रूपरेखा के साथ शुरू करते हैं इसलिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा हम माइक्रोवेव के परिचय के साथ शुरू करेंगे और माइक्रोवेव का इतिहास क्या है यह वास्तव में कैसे शुरू हुआ और विभिन्न एप्लीकेशन क्या हैं और जब हम माइक्रोवेव रेडिएशन पर काम कर रहे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसलिए किसी भी सिस्टम को हम विकसित करना चाहते हैं हमें भी विचार करना चाहिए इस विशेष टेक्नोलॉजी के सामाजिक प्रभाव क्या हैं उसके बाद हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम वेवगाइड्स और ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में बात करेंगे इसलिए ट्रांसमिशन लाइनें स्ट्रिप लाइन या माइक्रोस्ट्रिप लाइन हो सकती हैं इसके बाद हम स्मिथ चार्ट के बारे में बात करेंगे स्मिथ चार्ट का उपयोग इंपेडेंस एडमिटेंस रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट और VSWR को प्लॉट करने के लिए किया जाता है तो यह इन सभी क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और फिर हम इंपेडेंस मैचिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बात करेंगे हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड इंपेडेंस सोर्स इंपेडेंस के बराबर होनी चाहिए लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है तो यह इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क लॉसलेस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड पर हो या यह एक एंटीनाहो सके उसके बाद हम ABCD और S पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं ABCD पैरामीटर को इनपुट वोल्टेज और करंट और आउटपुट वोल्टेज और करंट के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और S पैरामीटर को तरंग पैरामीटर के संदर्भ में परिभाषित किया गया है क्योंकि माइक्रोवेव में हम ज्यादातर विद्युत चुम्बकीय तरंगों से चिंतित हैं तो इसके बाद पावर डिवाइडर होगा तो हम 2 वे 3 वे 4 वे पावर डिवाइडर बराबर और असमान पावर डिवाइडर और कॉम्बिनर्स के बारे में बात करेंगे फिर हम विभिन्न प्रकार के कप्लर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बाद माइक्रोवेव फिल्टर होंगे तो फिल्टर में हम लोव पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर के बारे में बात करेंगे फिर इसके बाद माइक्रोवेव डायोड और एटेन्यूएटर्स होंगे तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव डायोड क्या हैं और इन डायोड का उपयोग एटेन्यूएशन के लिए RF स्विच के साथ साथ फेज शिफ्टर्स के लिए कैसे किया जा सकता है अब माइक्रोवेव सिस्टम विकसित करने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है तो यह माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाएगा और हम देखेंगे कि इन माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर का उपयोग जरनल पर्पस एम्पलीफायर और LNAlow noise amplifiers लोव नॉइज़ एम्पलीफायर के लिए कैसे किया जा सकता है अब इस विशेष पाठ्यक्रम में हमारा जोर डिजाइन डिजाइन और डिजाइन पर होगा हमारे प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया कहते रहे हैं लेकिन मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब हम डिजाइन पर जोर देंगे तो मेरा कहना है इस वाक्य डिज़ाइन इन इंडिया को मेक इन इंडिया से पहले होना चाहिए फिर मेक इन इंडिया है तो ये इसके बाद पावर एंपलीफायरो का उपयोग किया जाएगा हम सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायरों के बारे में कवर करेंगे और इसके बाद माइक्रोवेव ट्यूब जैसे क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रोन और इसी तरह फिर हम माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स और मिक्सर के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद विभिन्न प्रकार के एंटेना होंगे तो हम एंटेना के मूल सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे डाइपोल एंटीना मोनोपोल एंटीना सरणियां हॉर्न एंटीना हेलिकल एंटीना माइक्रोस्ट्रिप रिफ्लेक्टर यागी उदा अब इस पाठ्यक्रम में हम मूल रूप से एंटेना के बारे में बहुत कम बात करेंगे यदि आप वास्तव में केवल एनपीटीईएल के माध्यम से एंटेनाके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने एंटीना पर 30 घंटे के लेक्चर्स दर्ज किए हैं तो एंटेना के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं अब अब तक हमने विभिन्न माइक्रोवेव कम्पोनेंट के बारे में बात की है और अब हम सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे लेकिन पहले हम RF MEMS को कवर करेंगे जो एक महत्वपूर्ण उभरती हुई टेक्नोलॉजी है फिर हम माइक्रोवेव मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है और फिर हम कई माइक्रोवेव सिस्टम और माइक्रोवेव इमेजिंग के बारे में फिर से बात करेंगे जो एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में भी उभर रही है और पाठ्यक्रम को सॉफ्टवेयर सत्र के साथ साथ प्रयोगशाला प्रदर्शन के साथ संपन्न किया जाएगा चूंकि यह एक बहुत व्यापक पाठ्यक्रम है इसलिए कोई एक पुस्तक इन सभी चीजों को शामिल नहीं करती है इसलिए मैं वास्तव में कई पुस्तकों को सुझाऊंगा माइक्रोवेव सर्किट पर अलग से और एंटेना पर अलग से तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव सर्किट के लिए 8 अलग अलग किताबें हैं हमने उल्लेख किया है तो ये D M Pozar माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की किताब K C Gupta इत्यादि हैं तो आप बात को देख सकते हैं और मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप इन पुस्तकों में से किसी एक को खरीदने का प्रयास करें और इनमें से कई पुस्तकें इंटरनेट से मुफ्त में PDF फाइल के रूप में भी उपलब्ध हैं तो आप उन डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं और एंटेना के लिए मैंने वास्तव में केवल 3 पुस्तकें दी हैं जो मूल रूप से एंटेना के थेरोटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को कवर करती हैं तो पहली पुस्तक Kraus द्वारा है जो वास्तव में कई स्थानों पर स्नातक स्तर की पढ़ाई में उपयोग की जाती है Balanis की पुस्तक थोड़ी अधिक उन्नत है जो एंटीना थिअरी एनालिसिस और डिजाइन को कवर करती है और तीसरी पुस्तक वास्तव में मेरे द्वारा लिखी गई है जो कि ब्रॉडबैंड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है इसलिए मैं इस विशेष पुस्तक से बहुत सारे माइक्रोस्ट्रिप ऐन्टेना भाग को कवर करने जा रहा हूं तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है हम वास्तव में क्या देख रहे हैं तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यह DC 3 KHz से शुरू होता है यह कई THz तक भी जाता है तो अब हमें केवल एप्लीकेशन के नजरिए से देखना है तो आप देख सकते हैं कि बेहद लो फ्रिकवेंसी मूल स्त्रोत पृथ्वी और सबवे हैं तो जो वास्तव में अत्यंत अत्यंत लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप एसी पावर से परिचित हैं जो भारत में 50 हर्ट्ज और यूएसए में 60 हर्ट्ज है फिर आपने CRT मॉनिटर का इस्तेमाल किया होगा और हम कह सकते हैं कि AM FM रेडियो तो AM FM रेडियो AM रेडियो फ्रीक्वेंसी 530 से 1620 KHz और फिर FM रेडियो है जो मूल रूप से 88 MHz से 108 MHz तक है फिर हमारे पास टीवी ट्रांसमिशन है यह मोबाइल फोन टॉवर की एक तस्वीर है और यह एक सेल फोन है अब भारत और विदेश में कई टेक्नोलॉजी हैं जो 800 मेगाहर्ट्ज से शुरू होकर लगभग 25 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती हैं फिर आप यहां माइक्रोवेव ओवन और वाई फाई देख सकते हैं बस आपको बताने के लिए माइक्रोवेव ओवन 245 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है और वाई फाई 24 से 2483 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है तो ये लगभग समान फ्रीक्वेंसी रेंज में हैं और फिर हमारे पास उपग्रह हैं जो x बैंड या उससे भी हाई बैंड पर काम करते हैं और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ये सभी अन्य स्रोत हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 2 जोन में परिभाषित किया गया है एक को नॉनआयोनाइजिंग जोन के रूप में जाना जाता है दूसरे को आयोनाइजिंग जोन के रूप में जाना जाता है तो एक्स रे परमाणु किरणें गामा किरणें अन्य चीजें आयोनाइजिंग रेडिएशन रूप में हैं और ये नॉनआयोनाइजिंग हैं हम 2 के बीच अंतर कैसे करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में अधिक एनर्जी होती है जो सूत्र E hf द्वारा दी जाती है जहाँ f फ्रिकवेंसी है अगर हाई फ्रिकवेंसी है तो पावर भी हाई होगा तो यह मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ सकता है और इसलिए इसे आयोनाइजिंग के रूप में जाना जाता है अब इस क्षेत्र में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मूल रूप से एक लो फ्रीक्वेंसी है और इसलिए इसकी एनर्जी भी लो है तो E hf f छोटा है हालाँकि एनर्जी केवल E hf द्वारा परिभाषित नहीं है एनर्जी भी समय और पावर के गुणाकार के बराबर है इसलिए यदि पावर अधिक है तो कम समय की आवश्यकता होगी और यदि पावर कम है तो कार्य करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के बारे में सोचें तो जब हम माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर पावर अधिक है हमें बताएं कि अगर आप पूरी पावर लगाते हैं तो लगभग 1 से 2 मिनट में एक कप पानी उबल सकता है हालांकि यदि आप कम पावर मोड पर डालते हैं तो पानी कई मिनट बाद गर्म हो सकता है तो यह वही है जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं उदाहरण के लिए सेल फोन सेल फोन लगभग 1 वाट पावर ट्रांसमिट करता है लेकिन लोग इसे घंटों और घंटों के लिए उपयोग करते हैं और लगभग 5 से 10 वर्षों के बाद लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्या को विकसित करना शुरू कर देते हैं इसी तरह जो लोग सेल टॉवर के बगल में रहते हैं और खासकर अगर वे एंटीना के मुख्य बीम हैं तो वे जल्दी से प्रभावित होंगे इसलिए मैं अगले कुछ व्याख्यानों में माइक्रोवेव रेडिएशन के इस प्रभाव के बारे में बहुत सारी बातें करने जा रहा हूँ तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को देखते हैं तो आप सभी fm रेडियो से परिचित हैं फ्रीक्वेंसी बैंड 88 से 108 मेगाहर्ट्ज है ये सभी नीले रंग आप विभिन्न सेलुलर फोन बैंड कह सकते हैं तो CDMA 824 से 890 तक काम करता है GSM900 890 से 915 और 935 से 960 वास्तव में कहें तो एक भाग इस्तेमाल होता है ट्रांसमीट करने के लिए और दूसरा भाग इस्तेमाल होता है रिसीव करने के लिए तो सेल्यूलर टावर जो ट्रांसमिट करता है वह मोबाइल फोन के लिए रिसीवड फ्रीक्वेंसी बन जाती है और सेल्यूलर फोन के लिए जो रिसीव है वह सेलफोन की ट्रांसमिट बन जाती है तो ये GSM1800 बैंड 3G और 4G हैं अब बीच में हमारे पास एक GPS बैंड है अब अधिकांश मोबाइल फोन में GPS होता है और यह 1575 MHz पर काम करता है और इसका बैंडविड्थ प्लस माइनस 10 MHz है मैंने वाई फाई के बारे में उल्लेख किया है जो 2400 से 2483 तक है लेकिन वाई फाई का उपयोग 52 से 58 गीगाहर्ट्ज बैंड पर भी किया जा रहा है और निश्चित रूप से उपग्रह और रक्षा में इसके कई एप्लीकेशन हैं और वे सभी तरह के मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी के लिए हाई फ्रिकवेंसी का उपयोग करते हैं तो बड़ी मात्रा में एप्लीकेशन हैं तो आइए देखें कि ये एप्लिकेशन सिविल मिलिट्री के साथ साथ मेडिकल एप्लिकेशन में कैसे विभाजित हैं तो सिविल एप्लीकेशन में हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है मोबाइल कम्युनिकेशन इस चीज का हिस्सा है यहां FM रेडियो AM रेडियो सभी प्रसारण मूल रूप से एकतरफा संचार हैं अब हाल ही में वाहन टक्कर से बचने के लिए भी वर्तमान वाहन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है वास्तव में आपने सुना होगा कि कई कंपनियों ने अब वास्तव में इन ड्राइवर रहित कारों को विकसित करना शुरू कर दिया है इसलिए हमारे पास एक वाहन टक्कर से बचाव है निश्चित रूप से रिमोट सेंसिंग फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जहां वे वास्तव में हैं यह मौसम की अनुभूति करता है या वे वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि मिट्टी की वर्तमान स्थिति क्या है या रिमोट सेंसिंग के लिए अन्य शर्तें क्या हैं अब सैन्य एप्लीकेशन हैं तो यह विमान सुरक्षा और नेवीगेशन हो सकता है बेशक विमान नेविगेशन सिविलियन एप्लीकेशन के तहत भी आता है विभिन्न प्रकार के रडार हैं जो सैन्य एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं फिर मिसाइल मार्गदर्शन और नियंत्रण यह सभी माइक्रोवेव सिस्टम का हिस्सा है तो निश्चित रूप से अब चिकित्सा क्षेत्र में भी एप्लीकेशन हैं तो माइक्रोवेव का उपयोग कैंसर या ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है वास्तव में एक नियंत्रित माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है तो माइक्रोवेव रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है और माइक्रोवेव रेडिएशन कैंसर को भी ठीक कर सकता है यह सब निर्भर करता है यदि यह एक नियंत्रित रेडिएशन है तो माइक्रोवेव का उपयोग उचित निदान के साथ साथ उचित उपचार के लिए भी किया जा सकता है निश्चित रूप से इसका उपयोग मेडिकल डायग्नोस्टिक और थेरेपी के लिए भी किया जा सकता है और इसके साथ ही इन सभी क्षेत्रों में माइक्रोवेव इमेजिंग का उपयोग सिविल मिलिट्री और मेडिकल एप्लीकेशन में किया जा रहा है तो आइए हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इतिहास को देखें इसका कारण यह है कि इससे पहले कि हम माइक्रोवेव के साथ शुरू करें हमें यह देखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इतिहास क्या है और मैं वास्तव में सिफारिश करूंगा कि आप इस विशेष वेबसाइट को देखें जो निश्चित रूप से विकिपीडिया का हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर उत्कृष्ट कवरेज है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इतिहास 200 साल या उससे अधिक समय तक चला जाता है और मैक्सवेल के समीकरण प्रसिद्ध होने से पहले विभिन्न लोगों द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे उदाहरण के लिए गॉस लॉ हैएम्पियरस लॉ Ampere's law हैफैराडेस लॉ Faraday's law है लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग समीकरण मूल रूप से मैक्सवेल द्वारा 1860 के दशक में प्रस्तावित किए गए थे और मुझे इस बात पर यकीन है आपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 4 प्रसिद्ध मैक्सवेल के समीकरण का अध्ययन किया होगा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जल्दी से पढ़ता हूं ∇ Dρ ∇ B0 ∇ ×E−∂B ∂t और ∇ ×HJ∂D∂t अब यह जरूर है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल समीकरण है तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ़ मैक्सवेल समीकरण भी है तो यह तब 1891 था जब हर्ट्ज ने मूल रूप से मैक्सवेल के सिद्धांत को मान्य किया था और यह मूल उपकरण है जिसका उपयोग हर्ट्ज ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रयोग के लिए किया था और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है इसे लिखा जाता है Hz इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति वास्तव में यह सब विकसित करता है और अब वह लगभग अमर हो जाता है इसलिए जब भी हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम 50 हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज या गीगा के बारे में बात करते हैं तो अब हम बस अगले भाग को देखें जो कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का इतिहास है इसलिए यहां फिर से हम अलग अलग हिस्सों में बंट गए हैं तो पहले हम एक रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि ऐतिहासिक घटनाएं क्या हैं और यह वास्तव में जगदीश चंद्र बोस थे जिन्होंने पहला प्रयोग कलकत्ता भारत में किया था और जो 1895 में हुआ था इसलिए उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रदर्शन किया और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया दूर से घंटी बजाने के लिए और साथ ही कुछ बारूद में विस्फोट करने के लिए ताकि लोग वास्तव में समझ सकें उसी समय रूस के Popov ने भी एक पेपर लिखा था कि विभिन्न एप्लीकेशंस क्या है लेकिन यह वास्तव में 1901 में मार्कोनी थे जिन्होंने वास्तव में लंबी दूरी की चीज का प्रदर्शन किया था दिसंबर 1901 में पोल्धु यूके से न्यूफाउंडलैंड सेंट जॉन के लिए 2000 मील की दूरी पर पहला ट्रान्सलांटिक रेडियो कम्युनिकेशन हुआ और यह वही है जो वास्तव में रेडियो कम्युनिकेशन के लिए टोन सेट करता है आप विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट भी देख सकते हैं अब ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं क्या घटनाक्रम हुआ यह 1897 में था जब लार्ड रायलीघ ने वास्तव में कहा था कि लहरें एक खोखले होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के भीतर फैल सकती हैं इससे पहले बेशक समाक्षीय रेखाएं थीं लेकिन समाक्षीय रेखा में एक केंद्र कंडक्टर और बाहरी कंडक्टर होते हैं जबकि एक वेवगाइड के अंदर एक कम केंद्रीय कंडक्टर होता हैं तो यह एक खोखला कंडक्टिंग सिलेंडर है और उन्होंने पहली बार वेवगाइड में क्रिटिकल या कटऑफ फ्रीक्वेंसी की अवधारणा प्रस्तुत की है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अध्ययन किया होगा कि कटऑफ फ्रीक्वेंसी लैंबडा C 2a के बराबर है हालांकि बाद में इस पाठ्यक्रम में हम उस हिस्से के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और तब यह 1930 था जब वास्तव में वेवगाइड थिअरी का व्यवस्थित विकास किया गया था और इसे 2 समूहों के साथ समानता से विकसित किया गया था बेल लैब के साथ साथ MIT लैब दोनों यूएसए में स्थित हैं और तब यह 1950 था जब स्ट्रिपलाइन की अवधारणा का आविष्कार किया गया था और तब स्ट्रिपलाइन था बाद में अगली अवधारणा 1952 थी जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन थी तो बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रिपलाइन को रोक दिया गया था आप प्रिंटेड सर्किट वर्जन कह सकते हैं जिसका उपयोग बहुत सारे एप्लीकेशंस और विकास के लिए किया जा रहा था लेकिन बाद में माइक्रोस्ट्रिप लाइनों का उपयोग विभिन्न माइक्रोवेव सर्किट और कंपोनेंट्स विकसित करने के लिए किया गया है इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम इन दो चीजों के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे लेकिन हमारा मुख्य ध्यान माइक्रोस्ट्रिप लाइनों पर होगा फिर हम देखते हैं कि इन सभी राडार और अन्य ट्रांजिस्टर को कैसे विकसित किया गया तो यह 1942 में था MIT रेडिएशन प्रयोगशाला ने पहले एक्स बैंड रडार का प्रदर्शन किया लेकिन हालाँकि एक्स बैंड रडार में कोई सॉलिड स्टेट उपकरण नहीं थे यह 1947 में था जब Bell प्रयोगशालाओं ने वास्तव में पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था और यह 1954 में था जब Bell प्रयोगशाला वास्तव में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विकसित कर रहे थे और फिर बाद में 1965 में माइक्रोवेव गैलियम आर्सेनाइड MESFETs को विकसित किया गया और एक्स बैंड में पहले सॉलिड स्टेट रडार का प्रदर्शन किया गया तो यह सामान्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि माइक्रोवेव वास्तव में कैसे शुरू हुआ लेकिन अब हम एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम को देखें जो कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है तो यहाँ ट्रांसमीटर के लिए एक ब्लॉक डायग्राम है और यह रिसीवर के लिए ब्लॉक डायग्राम है इसलिए हमें एक एक करके देखना चाहिए इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में क्या है तो यह माड्यूलेटिंग सिगनल है वास्तव में कुछ पुस्तकों में वे इंटेलिजेंट सिग्नल का उपयोग करते हैं या आप इंफॉर्मेशन सिग्नल कह सकते हैं तो यह वह सिग्नल है जिसे आप दूर से भेजना चाहते हैं और यह एक ध्वनि सिग्नल हो सकता है यह एक डेटा सिग्नल या वीडियो या ऑडियो सिग्नल हो सकता है और फिर यह कैरियर सिग्नल है कैरियर सिग्नल मूल रूप से है आप एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि यह कैरियर इस विशेष सिग्नल को ले जाएगा और इसी तरह ज्यादातर समय हम परिभाषित करते हैं हम FM रेडियो की बात करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी 88 से 108 MHz के बीच है या हम कह सकते हैं कि एक मोबाइल फोन 900 MHz तो वह कैरियर फ्रीक्वेंसी बन जाता है या वाई फाई 245 गीगाहर्ट्ज के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी बन जाता है फिर ये 2 सिग्नल माड्यूलेट होते हैं अब कई मॉड्यूलेशन योजनाएं हैं उदाहरण के लिए एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन और इस चीज के सभी कि मॉड्यूलेट किए गए सिग्नल को एंपलीफाइड करना होगा और मूल रूप से यहां हमारे पास एक हाई पावर एम्पलीफायर होगा और यह एंटीना से जुड़ा हुआ है अब कई पुस्तकों में इस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को शामिल नहीं किया गया है लेकिन मुझे लगता है कि यह एंटेना और एम्पलीफायर के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बस आपको थोड़ा सा विचार देने के लिए समय के बहुमत एंटेना हमें 50 Ω इंपेडेंस कहने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं लेकिन एम्पलीफायर आउटपुट इंपेडेंस 50 Ω नहीं हो सकती है यह इंपेडेंस बहुत छोटी हो सकती है या यह एप्लीकेशन के आधार पर बहुत अधिक हो सकती है उदाहरण के लिए यदि यह एंपलीफायर है हम कहते हैं कि ऑप एम्प एम्पलीफायर या एक साधारण लो फ्रिकवेंसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर तो यहाँ आवश्यक उत्पादन इंपेडेंस कई ohm से KΩ तक हो सकती है जिसे 50 Ω के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जरा इसके बारे में सोचिए यदि यह 50 Ω है और यदि यह 1KΩ हैं और यह इसका हिस्सा नहीं है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा यह होगा 50 501000 तो अगर यहां वोल्टेज कम है तो लोड को जाने वाली पावर भी कम होगी अब हाई पावर सॉलि़ड स्टेट एंपलीफायर के लिए आउटपुट इंपेडेंस शायद कुछ ओहम होगा यह दो या तीन ओहम भी हो सकता है इसलिए यदि आप 2 Ω को 50 Ω से जोड़ते हैं फिर से 5052 तो यह अभी भी यहां यही देगा लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि यहां से गुजरने वाली करंट बहुत छोटी होगी तो नेट पावर बहुत अच्छी नहीं होगी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रमेय भी कहता है कि आउटपुट इंपेडेंस 2 Ω है आखिरकार इस पॉइंट पर मेरा इनपुट इंपेडेंस क्या होना चाहिए 2 Ω होना चाहिए तो एप्लीकेशन के आधार पर इस 50 Ω को या तो 2 Ω या KΩ में बदलना होगा तो हम वास्तव में क्या जरूरत है एक लॉसलेस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की तो इस विशेष पाठ्यक्रम में हम वास्तव में इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की कई तकनीकों के बारे में बात करेंगे और निश्चित रूप से महत्व यह है कि इस तकनीक को लॉसलेस इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क होना चाहिए अब जो सिग्नल इस एंटीना से विभिन्न माध्यमों से ट्रांसमिट किया जा रहा है वह यहाँ पर आएगा और यहीं पावर प्राप्त होती है अब वह प्राप्त पावर RF एम्पलीफायर से होकर गुज़रती है और यह वह जगह है जहाँ हमें वास्तव में लो नॉइस एम्पलीफायर रखना पड़ता है क्योंकि यह सिग्नल बहुत कमज़ोर है और यहाँ से यहाँ तक की यात्रा के साथ साथ इसने बहुत नॉइस उठाया है इसलिए हम इस एम्पलीफायर द्वारा अधिक नॉइस नहीं जोड़ना चाहते हैं अब इस RF एम्पलीफायर से पहले कई बार हम यहां एक बैंड पास फिल्टर भी डालते हैं ताकि यह केवल फ्रीक्वेंसी का चयन करे जो आवश्यक हैं अब निश्चित रूप से कभी कभी एंटीना स्वयं बैंड पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है तो इसीलिए यह हमेशा सौ प्रतिशत आवश्यक नहीं है आपको एक बैंड पास फिल्टर लगाने की आवश्यकता है लेकिन अधिकांश समय आपको एक बैंड पास फिल्टर की आवश्यकता होती है ताकि आपको वास्तव में केवल वांछित सिग्नल मिल सके तो वास्तव में बोलूं तो यह सिग्नल यहां आता है वास्तव में इस RF एम्पलीफायर में कई चरण होते हैं इसमें एक लो नॉइस एम्पलीफायर होता है और इसके बाद स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं चूँकि यह सिग्नल बहुत कमज़ोर हो सकता है उदाहरण के लिए FM रेडियो के लिए सिग्नल इनपुट एक माइक्रोवोट के क्रम का हो सकता है लेकिन मोबाइल फोन के लिए यह संकेत पिकोवोट जितना छोटा हो सकता है इसलिए यहाँ सिग्नल बहुत कम है वास्तव में GPS के लिए यह पिको वाट का एक अंश भी हो सकता है और यहां तक कि टीवी ट्रांसमिशन सिग्नल भी जो हम उपग्रह के माध्यम से प्राप्त करते हैं इस विशेष इनपुट पर बहुत लो पावर हो सकती है तो इसीलिए हमें एक एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है जो सिग्नल को चालीस से बढ़ाकर 80 dB तक भी कर सकता है जो वास्तव में 10000 से लाख बार सिग्नल के एंपलीफाय होने से निकलता है और फिर यह सिग्नल मिक्सर में चला जाता है अब यह एक हेट्रोडाइन रिसीवर का एक ब्लॉक डायग्राम है सभी रिसीवर इस विशेष अवधारणा का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी यह सबसे लोकप्रिय अवधारणा में से एक है तो यह एक हेट्रोडाइन रिसीवर है तो जहां यह सिग्नल जो एंपलीफाय किया गया है वह एक मिक्सर में आता है और यहां एक लोकल ओसीलेटर है तो यह फ्रीक्वेंसी मिक्सअप लोकल ओसीलेटर और RF एंपलीफायर के पास आता है और मिक्सर में एक प्रॉपर्टी होती है जो वास्तव में इन 2 फ्रीक्वेंसी का योग और अंतर उत्पन्न करती है अब निश्चित रूप से बहुत से रिसीवर में इन 2 फ्रीक्वेंसी का अंतर माना जाता है वास्तव में ट्रांसमीटर मिक्सर में कई बार अप कन्वर्जन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जहां 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जा सकता है और 2 इनपुट फ्रीक्वेंसी का योग प्राप्त कर सकता है लेकिन यहां बहुत समय पर यह 2 का अंतर है जिसे इंटरमीडिएट फ्रिकवेंसी के रूप में जाना जाता है तो अब हमें क्या चाहिए IF फ़िल्टर और फिर एम्पलीफायर यह पूरी बात डीमोडुलेटर पर जाती है यह डीमोडुलेटर मोडुलेटर के विपरीत है इसलिए यदि उसने एनालॉग मॉड्यूलेशन किया है तो उसे एनालॉग डिमॉड्यूलेशन करना चाहिए यदि यह डिजिटल मॉड्यूलेशन है तो इसे डिजिटल डिमॉड्यूलेशन करना चाहिए और यह डिस्प्ले डिवाइस स्पीकर पर जाता है तो यह वही है जो एक पूर्ण माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम चेन है इसलिए इस विशेष पाठ्यक्रम में हम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन तकनीकों को छोड़कर लगभग सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल हैं तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न कॉम्पोनेंट क्या हैं विभिन्न माइक्रोवेव कॉम्पोनेंट को दो भागों पैसिव और एक्टिव माइक्रोवेव कॉम्पोनेंट में विभाजित किया गया है तो पैसिव में हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन एंटेना पावर डिवाइडर कॉम्बीनेर्स कपलर फिल्टर एटेन्यूएटर है अबएक्टिव माइक्रोवेव कॉम्पोनेंट में हमारे पास एम्पलीफायरों ओसीलेटर मिक्सर स्विच फेज शिफ्टर्स और फिर हमारे पास कुछ और माइक्रोवेव सिस्टम हैं तो यह माइक्रोवेव सिस्टम की पूरी सूची नहीं है लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए आप सभी मोबाइल फोन से परिचित हैं अब मोबाइल फोन जैमर की आवश्यकता होती है जहां हम मोबाइल फोन का उपद्रव नहीं चाहते हैं जहां सिग्नल बहुत कमजोर है हमें रिपीटर्स या सिग्नल बढ़ाने की आवश्यकता है RFID का मतलब RF पहचान से है वास्तव में आप देख सकते हैं कि इन दिनों RFID के लिए बहुत सारे प्लीकेशन हैं फिर RF ट्रांसीवर RF ट्रांसीवर और कुछ भी नहीं हैं लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर अब एक ही IC में निर्मित होते हैं इसलिए डिजाइन बहुत सरल और सुविधाजनक हो जाता है यहां तक कि GPS और GSM मॉड्यूल अलग से उपलब्ध हैं और साथ ही एक एकल मॉड्यूल भी है जिसमें GPS और GSM दोनों हैं बेशक राडार की किस्में हैं और अब चूंकि वायुमंडल में बहुत अधिक आरएफ एनर्जी उपलब्ध है उदाहरण के लिए लगभग हर जगह सेलुलर टॉवर हैं वहां वाई फाई मोडेम हैं टीवी ट्रांसमीटर हैं FM ट्रांसमीटर हैं तो यह भी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन रहा है जो कि RF एनर्जी हार्वेस्टिंग है तो आप इस RF एनर्जी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध है और जिसका उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए किया जा सकता है या यह एक लो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग भी कर सकता है फिर हम माइक्रोवेव उपकरणों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी परीक्षण या माइक्रोवेव सिस्टम विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तो वहाँ 3 मुख्य उपकरण हैं ये माइक्रोवेव जनरेटर स्पेक्ट्रम एनालाइजर और नेटवर्क एनालाइजर हैं और फिर हम हाई पावर वाले माइक्रोवेव सिस्टम और उनके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे इसलिए केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि हमने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के साथ शुरुआत की इसलिए हमने इस बारे में उल्लेख किया कि हम इस विशेष पाठ्यक्रम में क्या शामिल करने जा रहे हैं और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इतिहास के साथ साथ माइक्रोवेव के इतिहास पर भी ध्यान दिया तो कैसे माइक्रोवेव वास्तव में शुरू हुआ और कैसे रेडियो कम्युनिकेशन स्थापित किया गया था जब ट्रांसमिशन लाइनें विकसित की गई थीं और जब ये ट्रांजिस्टर और रडार विकसित किए गए थे इसलिए हम इस विशेष पॉइंट पर आज के व्याख्यान का समापन करेंगे और उसके बाद अब हम इन कंपोनेंट्स को विस्तार से कवर करना शुरू करेंगे और फिर हम माइक्रोवेव सिस्टम के बारे में बात करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम अगली बार मिलेंगे